आप सभी को अभिवादन कोर्स टेल टीचिंग एंड लर्निंग इन इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है और पहली इकाई का संबंध न केवल इंजीनियरिंग में पढ़ाने और सीखने से है बल्कि एक अच्छे इंजीनियर की विशेषताओं से भी है अब 2015 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं प्रमुख परिवर्तन शिक्षक केन्द्रीयता से लेकर शिक्षार्थी केन्द्रीयता से संबंधित है इसका मतलब है कि इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि सीखने वाले को क्या सीखना चाहिए और उसने किस हद तक सीखा है यही कारण है कि हम एक सीखने की केन्द्रीयता से मतलब है और यह सीखने के रूप में मापा जाता है कि विद्यार्थी ने किस हद तक एक निर्दिष्टित परिणाम प्राप्त किया है या यह कहते हुए की निर्देश की योजना और कार्यान्वयन के लिए परिणाम की उपलब्धि का स्तर आधार है अब प्रमुख बदलाव अक्रेडिटेशन की प्रक्रिया में है अक्रेडिटेशन का अर्थ है कि कुछ एजेंसी इस बात को मापेगी कि एक कार्यक्रम किस हद तक आयोजित किया जाता है जो कुछ निर्दिष्ट क्राइटेरिया को पूरा करता है इन क्राइटेरिया को आमतौर पर इंजीनियरिंग शिक्षा के मामले में सरकार की एक एजेंसी द्वारा परिभाषित किया जाता है यह नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन है और सामान्य कार्यक्रमों के मामले में यह एनएएसी है और वह क्या करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन क्राइटेरिया के एक सेट को परिभाषित करता है और वास्तव में इस बात का मूल्यांकन करता है कि कार्यक्रम किस हद तक निर्दिष्ट क्राइटेरिया बना रहा है यह क्यों आवश्यक है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के बाद निजी या सार्वजनिक एक सामाजिक संस्था है विद्यार्थी शिक्षकों से कहीं भी कई स्टेकहोल्डर संबंधित हैं और फिर आपके पास माता पिता हैं फिर आपके पास सरकारी एजेंसियां विश्वविद्यालय आदि हैं और स्टेकहोल्डर को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि यह विशेष सामाजिक संस्था अपने घोषित उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर रही है और अक्रेडिटेशन की प्रक्रिया वास्तव में उस उद्देश्य को पूरा करती है विशिष्ट उच्च शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग में यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के प्रस्ताव रखने वाले अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थान उम्मीद करते हैं कि वे अपने प्रोग्राम्स को नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हों इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स दोनों यूजी और पीजी स्तर पर नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन - एनबीए के दायरे में आते हैं और 2015 से एनबीए चाहता है कि सभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को प्रोग्राम आउटकम्स को प्राप्त करना है और प्रदर्शित करना है कि वे अपने परफॉर्मेंस में लगातार सुधार कर रहे हैं यहाँ हम प्रोग्राम आउटकम्स शब्दको परिभाषित थोड़ा कम करते है लेकिन हम बाद में थोड़ा विस्तार करेंगे कि वे क्या हैं कई उच्च शिक्षा संस्थान भी चाहते हैं कि उनका संस्थान NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त हो NAAC नेशनल एसेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल है राष्ट्रीय अंतर है या NAAC केवल संस्थागत अक्रेडिटेशन चाहता है जबकि वे कुछ कार्यक्रमों को विस्तार से देखते हैं लेकिन वे चाहते हैं कि संस्थान की अन्य विशेषताओं की पूरी समीक्षा और मूल्यांकन किया जाए और उच्च शिक्षण संस्थान में सभी शिक्षण और शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए और विद्यार्थी को अच्छी तरह से परिभाषित और मापने योग्य परिणाम प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और इसे ही हम व्यापक रूप से आउटकम बेस्ड एजुकेशन कहते हैं और यह है OBE होने की यह विशेष आवश्यकता इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी संकाय सदस्यों के लिए एक नई आवश्यकता है क्योंकि उनकी पहले की गतिविधियाँ सीधे इससे संबंधित नहीं थीं वे इसके विरोध में नहीं हैं लेकिन वे पूरी तरह से आउटकम बेस्ड एजुकेशन के साथ संरेखण में नहीं हैं अब टेल एक ऐसा कोर्स है जो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों की सुविधा के लिए बनाया गया है अब टेल का लक्ष्य इंजीनियरिंग प्रोग्राम में शिक्षकों को सक्षम बनाना है ताकि वे अपने विद्यार्थी को स्नातक के समय अच्छे इंजीनियर बनने में सुविधा प्रदान कर सकें यही इंजीनियरिंग प्रोग्राम को लक्ष्य करना चाहिए लक्ष्य रखना चाहिए कोर्स को 4 मॉड्यूल के रूप में पेश किया जाता है सीखने के परिणाम पाठ्यक्रम डिजाइन निर्देश और अक्रेडिटेशन प्रत्येक मॉड्यूल एक क्रेडिट लोड का गठन करता है जो लगभग 10 कक्षा सत्रों के बराबर होता है प्रत्येक मॉड्यूल को लगभग आधे घंटे के वीडियो व्याख्यान की 20 यूनिट के रूप में पेश किया जाता है और प्रत्येक यूनिट में असाइनमेंट का एक सेट होगा यह टेल की संरचना है वह कौन है जिसे टेल नामक कोर्स में रुचि होगी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कर रहे शिक्षक या तो अनुभवी या नए भर्ती हुए शिक्षक इंजीनियरिंग कॉलेजों में इच्छुक शिक्षकों जो अध्यापन के पेशे से बाहर हैं और इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं और वे स्नातक विद्यार्थी भी हैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इन दिनों कॉरपोरेट ट्रेनिंग का जबरदस्त चलन है यहां तक कि कंपनी कॉर्पोरेट्स एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन शिक्षकों और विद्यार्थी को शिक्षा तकनीक और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दे रही है ऐसी कंपनियों को भी इस कोर्स में रुचि होगी मैं विशेष रूप से मेरे मित्र प्रो के रजनीकांत द्वारा दिए गए इनपुट और टिप्पणियों को स्वीकार करना चाहूंगा जिनके इनपुट मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं अब हम टेल की संरचना को देखते हैं मॉड्यूल 1 है हमने इसे लर्निंग आउटकम "learning outcome के रूप में शीर्षक दिया है यह उन मुद्दों पर गौर करेगा जो एक अच्छे इंजीनियर हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन अक्रेडिटेशन क्या है आउटकम खुदमें वर्गीकृत कैसे हैं और सीखने की वर्गीकरण हैं पाठ्यक्रम के आउटकम कैसे लिखें और मोटे तौर पर आप आउटकम की प्राप्ति को कैसे मापते हैं ये मॉड्यूल 1 के तत्व हैं इन्हें लगभग 20 यूनिट में सिखाया जाएगा या संबोधित किया जाएगा मॉड्यूल 2 कोर्स डिज़ाइन है यह पाठ्यक्रम डिजाइन प्रक्रिया मॉड्यूल 1 के ज्ञान को मानता है और पाठ्यक्रम को ADDIE मॉडल के ढांचे में डिज़ाइन किया गया है ADDIE मॉडल में 5 चरण हैं एक एनालिसिस चरण डिजाइन चरण विकास चरण कार्यान्वयन चरण और मूल्यांकन चरण पाठ्यक्रम को प्रत्येक चरण को विस्तार से देखना होगा और हम पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए प्रत्येक चरण के लिए एक प्रकार का टेम्पलेट प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और मॉड्यूल 3 निर्देश से संबंधित है और हम अनुदेश डिजाइन और अनुदेशात्मक विधियों एविडेन्स बेस्ड अनुदेशात्मक विधियों विशेष रूप से निर्देशात्मक रणनीतियों के बारे में बात करेंगे जो कुछ भी नहीं हैं लेकिन निर्देशात्मक विधियों का संग्रह एक निर्देशात्मक यूनिट लिखने के लिए स्क्रिप्ट और जिसे हम मोटे तौर पर सीखने के रूप में कहते हैं डिजाइन और फिर परियोजनाओं और प्रस्तुतियों के लिए निर्देश देखें मॉड्यूल 4 अक्रेडिटेशन से संबंधित है यह एनबीए अक्रेडिटेशन और साथ ही एनएएसी अक्रेडिटेशन हो सकता है क्योंकि इन दिनों इंजीनियरिंग संस्थान न केवल एनबीए अक्रेडिटेशन में रुचि रखते हैं वे एनएएसी अक्रेडिटेशन भी मांग रहे हैं मोटे तौर पर यह पाठ्यक्रम की संरचना है अब जैसा कि हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिस तरह के बयानों के रूप में किसी को पाठ्यक्रम के आउटकम के रूप में लिखना चाहिए हम उल्लेख करेंगे कि हम क्या आउटकम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं इस पाठ्यक्रम के अंत में जो 4 मॉड्यूल के बाद है विद्यार्थी यहां शिक्षार्थी अभ्यास कर रहे हैं और इच्छुक शिक्षक मॉड्यूल 1 में सक्षम होना चाहिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन की प्रकृति और इंजीनियरिंग में एक स्नातक कार्यक्रम के उद्देश्यों और आउटकम को समझें जो एनबीए द्वारा आवश्यक मोटे तौर पर यह पहला कोर्स आउटकम है जो हमारे पास है और हमें सीखने वालों के बीच संवाद करने के लिए किसी तरह की भाषा की आवश्यकता होती है और यही वह जगह है जहाँ हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं सीखने की विशेष वर्गीकरण जिसे हम देख रहे हैं उसे एंडरसन ब्लूमविंसेंटी टैक्सोनॉमी कहा जाता है इसलिए कोर्स आउटकम है एंडरसन ब्लूम विन्सेंटी टैक्सोनॉमी और सीखने के तीन डोमेन को समझें कोर्स आउटकम तीन तो हम सीखते हैं कि कैसे एक इंजीनियरिंग कार्यक्रम में कोर्स आउटकम को लिखना है जो प्रोग्राम आउटकम्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के सबसेट को संबोधित करते हैं तो ये मॉड्यूल 1 के तीन कोर्स आउटकम हैं तथा मॉड्यूल 2 ADDIE के इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन फ्रेमवर्क में एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एक पाठ्यक्रम डिजाइन करने पर विचार करता है और विशेष रूप से हम डिजाइनिंग मूल्यांकन पर जोर देते हैं जो कोर्स आउटकम के साथ अच्छे संरेखण में है और मॉड्यूल 3 मेरिल के सिद्धांतों के बाद डिजाइन निर्देश है जिसे हम कोर्स आउटकम और मूल्यांकन के बीच अच्छे संरेखण सुनिश्चित करने वाले कोर्स आउटकम और दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए उस समय पर विस्तार से बताएंगे मॉड्यूल 4 विभाग स्तर पर एनबीए अक्रेडिटेशन के लिए तैयार और सीओ 8 कोर्स आउटकम 8 संस्थान स्तर पर NAAC अक्रेडिटेशन के लिए तैयार करते हैं तो ये टेल के कोर्स आउटकम हैं अब मॉड्यूल 1 पर आना विशेष रूप से इंजीनियरिंग प्रोग्राम के सीखने के आउटकम के लिए पहले एक अच्छे इंजीनियर शिक्षा शिक्षण सीखना मूल्यांकन और शिक्षा की विशेषता की समझ की आवश्यकता होती है फिर हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन को देखते हैं फिर हम प्रोग्राम आउटकम्स ऑफ एनबीए लेवल ऑफ आउटकम अक्रेडिटेशन की मान्यता की भूमिका को देखते हैं हम प्रोग्राम आउटकम्स ऑफ एनबीए की प्रकृति को समझने की कोशिश करने में काफी समय लेंगे फिर टैक्सनॉमी ऑफ लर्निंग समझेंगे फिर इस ज्ञान के आधार पर हम प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और कोर्स आउटकम लिखेंगे इन तीन प्रकार के आउटकम का विशेष अर्थ हम इसे बाद के चरण में देखेंगे और अब वास्तव में आ रहा है आने वाले इंजीनियर क्या करते हैं हम यह समझना चाहते हैं कि अच्छे इंजीनियर कौन हैं इससे पहले कि हम जाएं और समझें कि अच्छे इंजीनियर क्या हैं लेकिन वास्तव में यह देखते हैं कि इंजीनियर क्या करते हैं आइए हम क्रम को थोड़ा बदलते हैं इंजीनियर मोटे तौर पर आर्किटेक्ट या योजना डिजाइन विकास निर्माण परीक्षण स्थापित संचालित और तकनीकी उत्पादों और प्रणालियों को बनाए रखते हैं बेशक कोई भी एकल इंजीनियर इन सभी गतिविधियों को नहीं करेगा हो सकता है कि अपने करियर में अलग अलग समय पर वह इन गतिविधियों में शामिल हो लेकिन किसी भी समय और बड़े स्तर पर वह इन गतिविधियों में से एक में शामिल होता है और इन सभी गतिविधियों के लिए उस संगठन के लिए कुछ धन पैदा करना होगा जिसके लिए वह काम कर रहा है और फिर से इंजीनियर न केवल इन सभी गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं कभी कभी इंजीनियर तकनीकी उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करते हैं वे सेवाएं प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए आप एक बिजली की आपूर्ति या पानी की आपूर्ति लेते हैं इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन उत्पादों पर सही तरह की सेवाएं प्रदान की जाएं फिर से पहले वास्तव में इंजीनियर बहुत कम ही अकेले में काम करते हैं हमेशा किसी भी गतिविधि इंजीनियरिंग गतिविधि में इंजीनियरों के एक समूह को शामिल किया जाएगा या तो योग्यता के समान स्तर पर या कभी कभी कुछ गैर इंजीनियरों के साथ एक पदानुक्रमित फैशन में आयोजित किया जाता है जो वे सामाजिक रूप से प्रासंगिक जटिल तकनीकी समस्याओं को हल करते हैं यही इंजीनियर करते हैं लेकिन इन सभी को करते समय उन्हें अच्छी तरह से परिभाषित पेशेवर और नैतिक मानकों के भीतर काम करने और व्यवहार करने की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रत्येक पेशेवर संगठन के पास व्यवहार की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें पेशेवर और नैतिक मानकों के रूप में जाना जाता है इसलिए सभी इंजीनियरों को उनके भीतर काम करना आवश्यक है और अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा इंजीनियर कौन है हम कहां पाते हैं कि एक अच्छा इंजीनियर कौन है यह आम तौर पर इसलिए होता है क्योंकि इंजीनियरों को उद्योगों द्वारा नियोजित किया जाता है हम जाते हैं और वास्तव में दुनिया भर में या प्रसिद्ध सम्मानित उद्योगों से परामर्श करते हैं और अपने सीईओ या अपने प्रबंधकों से पूछते हैं कि वे किसे अच्छा इंजीनियर मानते हैं और इस तरह के सर्वेक्षण काफी बार किए गए हैं क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बदलती है जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती हैं वैसे वैसे अच्छा इंजीनियर भी समय के साथ बदलता रहता है तो यह एक प्रकार का सारांश है जो वे एक अच्छे इंजीनियर की विशेषताओं के रूप में मानते हैं कुछ कंपनियों को संकेत दिया गया है की तुलना में एक उच्च प्राथमिकता के रूप में कुछ पर विचार कर सकते हैं लेकिन ये सांकेतिक हैं जरूरी नहीं कि एक विशेष पदानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित हो लेकिन उनमें से सभी का कहना है कि सभी अच्छे इंजीनियरों को इंजीनियरिंग विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए इस बारे में कोई दूसरा मत नहीं है इंजीनियरिंग विज्ञान और टेक्नोलॉजी के खराब ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है फिर आते है अच्छी तरह से परिभाषित और गैर परिभाषित समस्याओं को हल करने की क्षमता वाले क्योंकि एक शैक्षिक संस्थान में हम प्रमुख रूप से अच्छी तरह से परिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित होने की संभावना रखते हैं जिन्हें हम अध्याय की समस्याओं का अंत या परीक्षा की समस्या कहते हैं लेकिन वास्तविक दुनिया में समस्याएं कभी भी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होती हैं तो किसी को एक अपरिभाषित समस्या से निपटने और एक अच्छी तरह से परिभाषित समस्या में बदलने में सक्षम होना चाहिए यह प्रक्रिया बहुत सरल नहीं है और जिसमें कई मान्यताओं को शामिल किया गया है जो मान्य हो सकती हैं या नहीं हो सकती तो पहले के दो को आप कुछ अर्थों में अनुशासनात्मक और सही मायने में अनुशासनात्मक आवश्यकताओं कह सकते हो फिर एक अच्छे इंजीनियर की एक और विशेषता ग्राहक की जरूरतों और बाजार के प्रवृत्ति के बारे में जानकारी रखना हे एक इंजीनियर जो कुछ भी करता है वह किसी की आवश्यकता को पूरा करना है या तो सरकार आम जनता की आवश्यकता को पूरा कर रही है या कंपनी कुछ सेवाओं और उत्पादों को ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है तो किसी भी अच्छे इंजीनियर की आवश्यकताओं में से एक यह है कि ग्राहकों की जरूरतों और बाजार के प्रवृत्ति के बारे में जानकारी रखना यहां तक कि अगर कोई एक सुंदर उत्पाद डिजाइन करता है और यह वर्तमान बाजार के प्रवृत्ति के लिए प्रासंगिक नहीं है तो उत्पाद को बाजार द्वारा स्वीकार किए जाने का कोई मौका नहीं है और अगले एक टीम में काम करने की क्षमता है जैसा कि हमने पहले बताया इंजीनियर हमेशा टीमों में काम करते हैं इसलिए अकेले में काम करने का कोई सवाल ही नहीं है तो एक टीम में काम करने में सक्षम होना चाहिए जिसके लिए अपने कौशल की आवश्यकता होती है एक टीम में काम करने के लिए व्यक्ति अकेले खड़ा नहीं हो सकता है और एक को दूसरों के साथ काम करना सीखना चाहिए फिर दस्तावेज़ की योजना बनाने और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आता है दुर्भाग्य से यह भारतीय संदर्भ में है जिसे आप सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं किसी तरह कई इंजीनियरों का मानना है कि डॉक्यूमेंटेशन कुछ है और संचार एक माध्यमिक आवश्यकता है और प्राथमिक आवश्यकता समस्याओं को हल करना है लेकिन अगर आप देखते हैं कि क्या आप कई कंपनियों से पूछते हैं तो वे इस योजना को दस्तावेज़ बनाने और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता पर विचार करते हैं - सबसे ऊपर और टेक्नोलॉजी के साथ बाजार के प्रवृत्ति लगातार बदलते रहते हैं जो आप 4 साल या 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान सीखते हैं वह पर्याप्त नहीं है औपचारिक प्रोग्राम के बाद आप अपनी शिक्षा को रोक नहीं सकते आपको काम पर लगातार सीखना होगा इसलिए काम पर सीखने की इच्छा और क्षमता महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है और अंत में इंजीनियरिंग गतिविधियों के सभी पहलुओं में रुचि और जागरूकता होने के अलावा एक को अन्य सभी फैसिट के बारे में पता होना चाहिए एक इंजीनियर का काम किसी चीज को डिजाइन करना किसी चीज का परीक्षण करना और उसका डॉक्यूमेंटेशन करके खत्म नहीं होता है किसी को इसके सभी फैसिट के बारे में पता होना चाहिए और ये मोटे तौर पर एक अच्छे इंजीनियर की विशेषताएं हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन ने जो डिजाइन किया है उसने अच्छे इंजीनियरों की इन सभी विशेषताओं को प्यार से आत्मसात किया है और उन्हें एक स्नातक प्रोग्राम के आवश्यक परिणामों के रूप में चित्रित किया है और उन्हें प्रोग्राम आउटकम्स के रूप में बुलाया है हम एनबीए द्वारा एक अन्य इकाई में बताए गए 12 आउटकम्स को देखेंगे अब सभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिसे कार्यक्रम के परिणामों के रूप में कहा जाएगा और 12 वीं कक्षा के स्नातकों की सुविधा के लिए जो कि एक अच्छे इंजीनियर की विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम का प्रवेश बिंदु है यही एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम होना चाहिए अब हम जिस चीज को देखेंगे वह एक असाइनमेंट है असाइनमेंट को व्याख्यान में प्रस्तुत करने से पहले थोड़ा सा अन्वेषण करने का एक बड़ा उद्देश्य होगा उदाहरण के लिए हमने इस बारे में बात की कि एक अच्छे इंजीनियर के विशेषताएँ क्या हैं क्या आप अपने पसंदीदा अच्छे इंजीनियर की पहचान या पहचान कर सकते हैं आप देख सकते हैं इंटरनेट पर बहुत सारे साहित्य उपलब्ध हैं आप अपने पसंदीदा अच्छे इंजीनियर की पहचान और चयन कर सकते हैं और फिर 250 से 400 शब्दों में कहीं भी कुछ शब्द लिख सकते हैं कि आप उन्हें अच्छे इंजीनियर को क्यों मानते हैं तो वे पहली यूनिट के अंत के असाइनमेंट हैं और फिर हम एक और यूनिट M1U2 में आगे बढ़ते हैं M1U2 परिचित शब्द शिक्षा और शिक्षण को फिर से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है ये शब्द हैं शिक्षा और शिक्षण ऐसी चीज है जिससे हर कोई परिचित है लेकिन कई बार इनका इस्तेमाल थोड़ा बहुत या अस्पष्ट रूप से किया जाता है लेकिन एक शिक्षक के रूप में "शिक्षा" और "शिक्षण" शब्दों की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है जो हम निम्नलिखित इकाई में खोज करेंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद